ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन के मॉड्यूल 8 में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाना करना चाहते हैं और हमने नोट किया कि विश्लेषण और डिजाइन अक्सर एक पुनरावृत्ति शोधन प्रक्रिया है जहां शुरू में आप विश्लेषण करते हैं उसके आधार पर एक डिज़ाइन बनाते हैं और उस डिज़ाइन के आधार पर हम फिर से वापस जाते हैं और आवश्यकताओं में परिशोधन में और अधिक विवरणों की तलाश करते हैं और विश्लेषण को परिष्कृत करते हैं एक अधिक परिष्कृत डिज़ाइन है इसे तब तक जारी रखें जब तक आप उस बिंदु तक नहीं पहुँच जाते जहाँ आप सिस्टम में शामिल हो जाते हैं जहाँ आप विभिन्न भाषा के वाहनों का उपयोग करते हैं जो या तो डिज़ाइन की अभिव्यक्ति को आसान बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बेस का शोधन जो आपने पहले ही बनाया है इसलिए यह समग्र ढांचा है इसलिए अब हम विश्लेषण के पहलुओं पर बहुत कम गहराई मैं जाएंगे और हम उन ऑब्जेक्ट प्रतिमान और विश्लेषण और डिजाइन की अवधारणाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हम ऑब्जेक्ट मॉडल के प्रमुख और आवश्यक विशिष्ट तत्वों को समझने के साथ शुरू करेंगे और विशेष रूप से 2 ऐसे तत्वों के बारे में बात करेंगे हर स्लाइड के बाईं ओर हमेशा की तरह रूपरेखा उपलब्ध होगी अब यदि हम ऑब्जेक्ट मॉडल और देखें कि वे विभिन्न उदाहरणों में कैसे खेलते हैं 4 प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त जो आवश्यक हैं कुछ उपयोगी हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मॉडल की मूल अवधारणा जैसे प्रमुख तत्वों के साथ शुरू करेंगे हम पहले ही एब्स्ट्रेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम पहले यह देखते हैं कि विवरण बनाने या विनिर्देश बनाने के बारे में हमारा क्या इरादा है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं और उस इरादे के लिए हम सिस्टम भी हो सकता है जो वास्तव में गति को नियंत्रित करता है तो यह हमारी ओ ओ ए डी दृष्टिकोण है तो एक बिल्ली है और 2 पक्षों पर 2 पर्यवेक्षक हैं एक निश्चित रूप से कुछ इलेक्ट्रॉनिक दृष्टिकोणों से बिल्ली को देखता है दूसरा एक पशु चिकित्सा सर्जन है जब भी वह बिल्ली को देखता है तो उसे सभी आंतरिक अंग देखने को मिलते हैं तो यह एक ही बिल्ली है लेकिन 2 पर्यवेक्षक मूल रूप से बिल्ली के 2 अलग अलग विचारों को देखते हैं जैसे कि उनकी रुचि है ठोस उदाहरणों पर आने के लिए आइए एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर जाना चाहेंगे और क्या आप उन सभी संभावित स्थितियों को चिह्नित करना चाहेंगे जिसमें सिस्टम के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल देखेंगे तो कृपया यह समझने की कोशिश न करें कि यह विशिष्ट सर्किट और कई और अधिक हो सकते हैं तो अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम और वह सब और आप एक स्कीमेटिक डायग्राम schematic diagram में संलग्न हैं लेकिन जब आप जानते हैं कि आपको वास्तव में उस सर्किट को देखेंगे यदि आप सेमीकंडक्टर सर्किट नहीं है यह आपके इरादे पर निर्भर करता है कि आपके पास क्या करने की आवश्यकता है किस उद्देश्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है इसके आधार पर आपके पास एक सार्वभौमिक मॉडल नहीं है आप विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हुए सर्किट का मूल उद्देश्य कहा जाता है आइए हम एक बहुत ही अलग उदाहरण पर चलते हैं मान लीजिए कि हम अपने देश भारत के बारे में बात करना चाहते हैं हम भारत को समझना चाहते हैं आपको वह समस्या दी गई है कृपया भारत को समझें आप क्या करेंगे आप भारत के हर नागरिक के पास जाते हैं और मिलते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि नागरिक क्या करते हैं हम हर घर में जाएँगे हर पेड़ की जाँच करेंगे हर धान के खेतों में जाएँगे आदि अव्यावहारिक निश्चित रूप से लेकिन आप संभवतः क्या करेंगे आप संभवतः कई अलग अलग प्रकार के एब्स्ट्रेक्शन या उन मॉडलों को देखेंगे जो आमतौर पर नक्शे होते हैं इसलिए ये हमारे देश के नक्शों के कुछ उदाहरण हैं राजनीतिक नदी का नक्शा बिजली ग्रिड वनस्पति रेलवे विश्व विरासत स्थल यदि आप भारत के नक्शे पर जाते हैं तो आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के नक्शों की सूची भारत के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मॉडल पृष्ठों में चलते हैं इसलिए यदि आप विशिष्ट नक्शों मैं से एक राजनीतिक नक्शे को देखते हैं तो हम प्रशासनिक संरचना का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे एक नदी का नक्शा आपको जल संसाधनों के प्राकृतिक वितरण के बारे में बताएगा पावर ग्रिड इस बारे में बात करेगा कि समग्र बिजली संरचना कैसे व्यवस्थित है आदि इसलिए जब आप किसी विशेष पहलू को देख रहे हैं जब आप संभवतः कुछ पर्यटन सेवाओं के लिए योजना बना रहे हैं और आप भारत के दिलचस्प सांस्कृतिक विरासत स्थल और परंपरा का दौरा करना चाहते हैं आप निश्चित रूप से विश्व विरासत स्थल के नक्शे को देखेंगे ना कि भारत में नदियों को कैसे जोड़ा जाता है लेकिन आपको अगले चरण में रेलवे नेटवर्क मानचित्र को संदर्भित करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आप उन पर्यटकों के बारे में सारगर्भित करना चाहते हैं कि उन स्थानों से परिवहन कैसे किया जाएगा इसलिए आपके इरादे के आधार पर आप कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हैं एक तीसरा बहुत अलग उदाहरण मान लीजिए कि हम हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग सिस्टम को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी इसलिए यदि आप एक स्वचालित प्रणाली को डिजाइन करने का इरादा कर रहे हैं तो आपको एब्स्ट्रेक्शन की आवश्यकता होगी और चूंकि मैं उन्हें नियंत्रित करना चाहता हूं यह जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या यह तापमान बहुत कम है मुझे इसे बढ़ाने की आवश्यकता है यदि तापमान बहुत अधिक है मुझे यह घटाना होगा इसलिए मुझे तापमान के लिए एक्चुएटरों योजनाएं हैं जो हम तय करेंगे कि पौधों को कैसे विकसित किया जा सकता है तो ये सभी एब्स्ट्रेक्शन की जरूरत होती है ताकि किसी तरह पूरी प्रणाली एक साथ काम कर सकें तो यह एब्स्ट्रेक्शन का एकल स्तर अपर्याप्त है यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको याद रखना होगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप पूरी प्रणाली को ले लेंगे और आप पूरे सिस्टम का उपयोग करते हैं

फिर आपके द्वारा वास्तव में मॉडल की गई परत का उपयोग एब्स्ट्रेक्शन का एक पदानुक्रम बनाते हैं आइए हम उन उदाहरणों पर एक नज़र डालें जो हम देखते हैं कि हम पृथ्वी पर रहने वाले जीवन रूपों का अध्ययन करने के लिए दिए गए हैं अब स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवित जीवों को देखना असंभव है तो आप क्या करेंगे आप एब्स्ट्रेक्शन का एक पदानुक्रम करेंगे इसलिए यदि आप पदानुक्रम को देखते हैं तो नीचे दी गई प्रजाति अधिक विशिष्ट हैं पदानुक्रम और भी गहराई तक जा सकता है यहां तक कि प्रजातियों के भीतर भी उदाहरण के लिए हम होमो सेपियन्स को देखने के बजाय आप उन्हें उनकी समानता के संदर्भ में समूहित करते हैं और इसमें कई परतें होती हैं आप फाइलम के मूल जीवित जीव और निश्चित रूप से कुछ सामान्य गुण हैं जो इस पदानुक्रम को हर चरण में तय करते हैं और समस्या आवश्यकताओं से समस्या विनिर्देशन से इस समानता को देखना और इस पदानुक्रम को व्यवस्थित करने में सक्षम होना हमारा काम है लेकिन एक पदानुक्रम की बुनियादी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें एब्स्ट्रेक्शन की जटिलता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलती है आइए हम थोड़ी सरल समस्या पर ध्यान दें लेकिन फिर से अवकाश प्रबंधन प्रणाली का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम पहले से जानते हैं और आप जानते हैं कि इसमें हम कर्मचारियों के अधिकारियों के एब्स्ट्रेक्शन हो सकते हैं इसमें प्रमुख इंजीनियर हैं वहाँ प्रबंधक हैं और पदानुक्रम के संदर्भ में हम व्यक्त कर सकते हैं कि कार्यकारी एक कर्मचारी है प्रमुख एक कर्मचारी है प्रबंधक एक कर्मचारी है तो उस प्रक्रिया में यदि आप केवल विशिष्ट विशेषताओं को देखते हैं तो जो कर्मचारी एब्स्ट्रेक्शन है इसी तरह एक लीड बहुत कुछ कर सकते हैं प्रबंधक इतनी सारी अतिरिक्त जिम्मेदारियां आदि कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में यह फिर से अद्वितीय नहीं है हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हम एक अलग प्रकार की पदानुक्रम बना सकते हैं कि यह मेरे कर्मचारी हैं और यह मेरी कार्यकारी है यह मेरे स्वीकृत कर्मचारी हैं यह मेरा प्रमुख है यह मेरा प्रबंधक है मैं इस तरह का एक पदानुक्रम भी बना सकता था इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं वह जरूरी है कि मैं कर्मचारी को मंजूरी देते हुए एक नए एब्स्ट्रेक्शन का परिचय देता हूं क्योंकि मैं प्रबंधक के बीच यह देखता हूं कि अगर मैं अवकाश स्वीकृत करता हूं खेद प्रकट करता हूं अवकाश रद्द करता हूं इन जिम्मेदारियों की रिपोर्ट करता हूं तो मुझे प्रमुख और प्रबंधक के बीच समानता मिलती है और इसलिए मैं सोच सकता हूं कि मेरे पास एक और एब्स्ट्रेक्शन बेहतर ढंग से व्यक्त किया जाता है और वे पदानुक्रम अद्वितीय नहीं हैं यदि आप हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग सिस्टम है इसलिए स्थान के अलावा इसकी विशेषता तापमान है और यह वर्तमान तापमान की रिपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए फिर मेरे पास एक सक्रिय तापमान सेंसर के संदर्भ में बहु स्तरीय भी हो सकता है अगली अवधारणा या अगले प्रमुख तत्व जिसे ऑब्जेक्ट मॉडल का सेवन करने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हम पाते हैं कि कैप्सूल के संदर्भ में लागू किया गया है तो यह कहता है कि आपने सब कुछ एक के संदर्भ में रखा है मैं इस का रंग बदलना चाहूंगा लाल रंग में देख रहा हूं ठीक है इसलिए सब कुछ एक लिफाफे में डाल दे हम क्यों करते हैं जब आप एक पत्र के 5 पन्नों को लिफाफे में डाल कार बंद करते हैं और इसे पोस्ट करते हैं प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के लिए हम एक एनकैप्सुलेशन ही कर रहे हैं इसलिए हम मूल रूप से कई अलग अलग चीजों को एक साथ रख रहे हैं ताकि वे एक साथ रहें और दूसरे को एक अच्छी तरह से परिभाषित सुनियोजित छिद्र के माध्यम से इसका उपयोग करने के लिए प्रदान करें तो आप एक एनकैप्सुलेटड एनटीटी को एसिड भंग कर देगा और आपके लिए दवा का काम करेगा यदि यह एक लिफाफा है तो आपका विचार प्रेषक और प्राप्तकर्ता को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसे बनाए रखना है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता का पता ताकि यह सही बिंदु तक पहुंच जाए जहां सामग्री पत्र आदि खोजने के लिए लिफाफा फट सकता है इसलिए इनकैप्सुलेशन के तत्व का वर्गीकरण करता है जो संरचना बनाता है और व्यवहार जिसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रेक्शन कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें एक साथ या अलग अलग काम कर सकते हैं तो यह फिर से एक कार्टून कर लिया है पर्सनल कंप्यूटर होंगे जो आपको दिखाएंगे कि मशीन चालू है या बंद है आदि लेकिन इसके अलावा यह सब एक बड़े ढांचे के रूप में एनकैप्सुलेटड हैं और यदि आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे और हर एक में आपको फिर से पता चल जाएगा कि उपयोग का एक छिद्र है यदि आप एक पावर सप्लाई हैं अब यदि आप हुआ तो बहुत से अप्रयुक्त हो सकते हैं आप जानते हैं कि पुरानी प्रणालियाँ आस पास पड़ी हैं यदि आप एक हार्ड ड्राइव या जो भी अलग अलग चीजें मौजूद हैं वह मिलती है तो विचार यह है कि एनकैप्सुलेशन एक बुनियादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप चीजों को एक साथ रखते हैं और बहुत ही चुनिंदा प्रयोज्य देते हैं अलग अलग लोगों को चयनात्मक पहुंच देते हैं जिन्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है और सीधे कंप्यूटर साइंस आदि जिनके संदर्भ मैं इसे वास्तव में रख सकता हूं और तदनुसार विभिन्न प्रकार के मार्कर को नामित करते है तो यह हिस्सा एनकैप्सुलेटड पर है तो आप वास्तव में तब तक परवाह नहीं करते हैं जब तक कि आपके छिद्र समान हैं आपका उपयोग मॉडल समान है तो यह एक एनकैप्सुलेशन से कार्यान्वयन के कुछ दिलचस्प हिस्सों को छुपाता है